अभिवादन TALG के मॉड्यूल 1 की इकाई 9 में आपका स्वागत है टीचिंग एंड लर्निंग इन जनरल प्रोग्रामस आज हम पहले देखे गए कॉग्निटिव लेवल के बाद कुछ और कॉग्निटिव लेवल से निपटते हैं हमने माना कि लर्निंग आउटकम्स को तीन डोमेन में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन को फिर से दो आयाम माना जाता है कॉग्निटिव स्तर और ज्ञान श्रेणियां एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार छह कॉग्निटिव स्तर हैं हमने उनकी एक सूची बनाई और छह में से हमने पहले दो कॉग्निटिव स्तरों को माना जैसे कि "रिमेंबर और अंडरस्टैंड " और हमने प्रकृति और उस तरह की गतिविधियों को देखा जो इन दोनों कॉग्निटिव स्तरों से जुड़ी हैं एक बार फिर मुझे आपके ध्यान में लाना चाहिए कि कोई भी वर्गीकरण केवल सीखने की गतिविधियों को वर्गीकृत करने का एक सुविधाजनक तरीका है इसके बारे में किसी भी तरह की निरपेक्षता नहीं है इसलिए एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी Anderson Bloom's Taxonomy टैक्सोनोमी में से एक है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि अन्य टैक्सोनॉमी हैं और किसी भी तरह एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी Anderson Bloom's Taxonomy को पाया गया है बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए अधिक स्वीकार्य और इसने 1956 में अपने प्रस्ताव के बाद से लगभग 60 65 वर्षों के लिए आलोचना को पीछे छोड़ दिया है अब इकाई 9 में अपेक्षित आउटकम कॉग्निटिव स्तरों अप्लाई एनालाइज ईवैल्युएट और क्रिएट और उसके स्वरूप की गतिविधियों को समझते हैं ये अगले चार कॉग्निटिव स्तर हैं और एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के संदर्भ में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रियाओं को भी समझें हमें इसकी आवश्यकता क्यों है एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान के रूप में स्वतंत्र अलग कॉग्निटिव स्तरों की पहचान नहीं करता है इसलिए किसी को यह समझने की जरूरत है कि एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के छह कॉग्निटिव स्तरों के संबंध में ये कॉग्निटिव प्रक्रियाएं क्या हैं अब एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी में तीसरा कॉग्निटिव स्तर रिमेंबर और अंडरस्टैंड के बाद अप्लाई ' है अप्लाई समझने की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है हम अभ्यास करने या समस्याओं को हल करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं जब हम किसी समस्या को हल करते हैं तो हम चरणों की एक श्रृंखला देते हैं और उन चरणों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए यह अनुप्रयोग है और यह भी निकटता से जुड़ा हुआ है कि हम बाद में प्रक्रियात्मक ज्ञान पर क्या विचार करने जा रहे हैं और अब अप्लाई के तहत दो उप प्रक्रियाएं हैं एक एग्जीक्यूट होता है दूसरा इंप्लीमेंट होता है लेकिन दोनों के लिए कार्रवाई क्रियाओं में निर्धारित गणना अनुमान हल ड्रा संबंधित संशोधित वगैरह शामिल हैं कई और कार्रवाई क्रियाएं प्रस्तावित की जा सकती हैं और यदि आप क्रिया को ड्रा में देखते हैं तो यह रिमेंबर और अंडरस्टैंड दोनों में प्रतीत होता है इसलिए यह एक विशेष कॉग्निटिव स्तर से संबंधित है या नहीं भूमिका संदर्भ के आधार पर तय की जानी चाहिए इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ कार्रवाई क्रियाएं कई कॉग्निटिव स्तरों के बीच सामान्य हो सकती हैं और किसी को दिए गए संदर्भ में समझने की आवश्यकता है बजाय यह कहें कि ड्रा हमेशा ऐसे और ऐसे कॉग्निटिव स्तर से जुड़ा होता है हम ऐसे बयान नहीं दे सकते आइए हम विभिन्न विषयों से कुछ नमूना गतिविधियों को देखें जैसे श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा और तरंग कार्यों की गणना करना अब इसमें दो भाग हैं आप हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जाओं और तरंग कार्यों की गणना कर रहे हैं मैं केवल यह भी बता सकता हूं लेकिन मैंने एक अतिरिक्त शर्त रखी श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करना इसका मतलब है शिक्षार्थी को केवल श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करके गणना करना है यह कुछ के लिए एक फायदा या नुकसान है इस अर्थ में छात्र को निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है वह कौन सी विशेष विधि है जिसका उपयोग उन्हें गणना करने के लिए करने की आवश्यकता है या यदि वह श्रोडिंगर समीकरण से परिचित नहीं है और यदि वह ऐसा करने के लिए मजबूर है तो जाहिर है यह एक नुकसान बन जाएगा हम इस पर वापस आएंगे जहाँ आप उस स्थिति को निर्दिष्ट नहीं करते हैं जिसे हम इंप्लीमेंट कहते हैं हम उप प्रक्रियाओं को इंप्लीमेंट करते हैं इसका अर्थ है सीखने वाले को पहले निर्णय लेना है कि किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाना है और फिर उस प्रक्रिया को लागू करना है जबकि इस विशेष मामले में हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं यह एग्जीक्यूट की श्रेणी में आता है जहां उसे निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है कि किस विशेष प्रक्रिया का उपयोग उसे ऊर्जाओं की गणना करने के लिए करना है अन्य उदाहरण लाप्लास परिवर्तन का उपयोग करके दिए गए साधारण विभेदक समीकरण को हल करते हैं यह एक ही कहानी है अगर मैं लाप्लास परिवर्तन का उपयोग करके स्थिति को हटा देता हूं तो यह इंप्लीमेंट हो जाता है अगर मैं इस शर्त को जोड़ दूं तो यह एग्जीक्यूट हो जाता है स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री का उपयोग करके व्यावसायिक रूप से उपलब्ध विटामिन की गोली में निहित आइरन के द्रव्यमान को निर्धारित करें यह उसी तरह की चीज है पूतिमुक्त सूक्ष्मजीव का एक शुद्ध खेती से जीवाणुरहित मीडियम हस्तांतरण यदि आप इसे देखते हैं और पिछली गतिविधि मुख्य रूप से प्रयोगशाला आधारित गतिविधियाँ हैं वे भी अप्लाई की श्रेणी में आएंगे आप कागज के टुकड़े पर या कागज और पेंसिल का उपयोग कर ऐसा नहीं कर रहे हैं आप कुछ उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं और कुछ क्रियाकलापों को निर्धारित करने या स्थानांतरित करने जैसे कुछ कार्य करने के लिए कर रहे हैं अन्य उदाहरण 1990 से GIS का उपयोग करके 25 साल की अवधि में एक क्षेत्र में सह क्षरण की दर का अनुमान लगाएं यह एक ऐसी गतिविधि होगी जो भूगोल में पाठ्यक्रम से संबंधित है बीयर लैंबर्ट के नियम को लागू करके एक वर्णमापक का उपयोग करके धातु आयनों की एकाग्रता का निर्धारण करें तो ये कुछ नमूना गतिविधियां हैं जो अप्लाई की श्रेणी से संबंधित हैं लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास विशेष रूप से विज्ञान में इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ हैं सभी विज्ञानों या गणित पाठ्यक्रमों में कई अप्लाई गतिविधियाँ होंगी अगले कॉग्निटिव स्तर पर आते है जिसका नाम है एनालाइज कॉग्निटिव प्रक्रिया एनालाइज के संबंध में सावधानी का एक शब्द क्योंकि एनालाइज एक ऐसा शब्द है जो सभी शिक्षक व्यावहारिक रूप से सभी लोग आज किसी न किसी तरह से और थोड़े ढीले अर्थ के साथ प्रयोग करते हैं क्योंकि कई पाठ्यक्रमों में हम एनालाइज या मूल्यांकन गणना कभी कभी शब्द डिजाइन का भी उपयोग करते हैं इन सभी शब्दों का उपयोग किया जाता है विनिमेय तरीके से लेकिन अगर आप ब्लूम के वर्गीकरण का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं तो केवल इस विशेष तरीके से एनालाइज शब्द का उपयोग करना आवश्यक है क्योंकि यह यहां परिभाषित किया गया है इसलिए पिछले अर्थों में एनालाइज शब्द का उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं था लेकिन एक बार जब आप ब्लूम के वर्गीकरण के इस दायरे में आते हैं तो इस शब्द का अर्थ देने के लिए आवश्यक है कि जिस तरह से यहां बताया गया है तो एनालाइज में घटक सामग्री को अपने घटक भागों में शामिल करना और यह निर्धारित करना कि शामिल भाग एक दूसरे से और समग्र संरचना से कैसे संबंधित हैं इसमें कई तत्व हैं जो हम वर्तमान में देखेंगे इसमें तीन उप प्रक्रियाएं हैं एक डिफरेंटशिएट है दूसरी ऑर्गेनाइज ' और तीसरा 'अटरीब्यूट है उदाहरण के लिए कुछ मौखिक विवरण आपको दिए गए हैं और डिफरेंटशिएट प्रक्रिया का मतलब है कि आप भेदभाव कर रहे हैं अंतर कर रहे हैं ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या कुछ का चयन कर रहे हैं इसका मतलब है दिए गए विवरण में आप अलग अलग हिस्सों को पहले पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से अलग अलग हिस्सों में आप किसी ऐसी चीज पर विचार कर रहे हैं जो प्रासंगिक है या प्रासंगिक नहीं है मुख्य सवाल के लिए जो आप संबोधन कर रहे हैं या प्रस्तुत सामग्री में कुछ और महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण हैं जब आप उन तत्वों में अंतर कर रहे होते हैं जो आपको एक विवरण में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि उप प्रक्रिया है जिसे हम डिफरेंटशिएट कह रहे हैं और यह एक एनालाइज प्रक्रिया है फिर अगली बात यह है कि अब आप यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक संरचना के भीतर तत्व कैसे फिट होते हैं या कार्य करते हैं तो अब आप उस जानकारी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो आपको एक विवरण में प्रस्तुत की गई है आप या तो संरचना कर रहे हैं एकीकृत कर रहे हैं सुसंगतता रूपरेखा और पदव्याख्या ढूंढ रहे हैं उदाहरण के लिए आप विभिन्न तत्वों को विभिन्न तरीकों से संबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं फिर तीसरी उप प्रक्रिया अटरीब्यूट है जिसे हम दिए गए विवरण की तरह डिकंस्ट्रक्टिंग कहते हैं आप पूछ सकते हैं कि प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण क्या है या इसे किस पूर्वाग्रह के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है यह किन मूल्यों पर जोर दे रहा है प्रस्तुत सामग्री के बारे में क्या इरादा है तो ये वही हैं जिन्हें हम अटरीब्यूट कहते हैं यह भी एनालाइज की एक और उप प्रक्रिया है यदि आप इन तीनों में से कोई भी करते हैं तो हम उस कॉग्निटिव प्रक्रिया को एनालाइज कहते हैं अब कुछ सामान्य प्रकार की एनालाइज गतिविधियाँ सामान्यीकरण को परिष्कृत करना और अति सरलीकरण से बचना उदाहरण के लिए हम सभी को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से बहुत आसानी से सामान्यीकरण करने या केवल कुछ छोटी मात्रा में सामग्री पढ़ने की संभावना है हमें या तो एक किताब में कहें या एक अखबार में हम तुरंत सामान्यीकरण करते हैं और यह सरलीकृत करने के बराबर है या आप सामान्यीकरण कर रहे हैं जहां आपके पास ऐसा करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है क्योंकि प्रस्तुत जानकारी सामान्यीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है और अगली चीज विश्वासों तर्कों या सिद्धांतों को बनाने या तलाशने का अपना दृष्टिकोण विकसित करना है इसका मतलब है जब भी मैं अपनी बात प्रस्तुत करता हूं उससे पहले मुझे अपने विश्वासों या अपने तर्कों या अपने सिद्धांतों का पता लगाने की आवश्यकता होती है या इसी तरह प्रस्तुत सामग्री में आप विश्वास या तर्क खोज रहे हैं मूल्यांकन के लिए और अधिक विकासशील मानदंड जिसका अर्थ है मूल्यों और मानकों को स्पष्ट करना मुद्दों को स्पष्ट करना निष्कर्ष या विश्वास सूचना के स्रोतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना गहराई से सवाल उठाना और जड़ या महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीछा करना ये कुछ एनालाइज गतिविधियां हैं आगे स्पष्ट तर्क व्याख्या विश्वास या सिद्धांत गंभीर रूप से पढ़ना ग्रंथों को स्पष्ट करना या आलोचना करना मान्यताओं की जांच करना या उनका मूल्यांकन करना अप्रासंगिक तथ्यों से प्रासंगिक बनाना प्रशंसनीय संदर्भ पूर्वानुमान या व्याख्या करना कारण देना और साक्ष्य और कथित तथ्यों का मूल्यांकन करना विरोधाभासों को पहचानना निहितार्थ और परिणाम की खोज ये सभी गतिविधियाँ एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं उनमें से कई अपने इरादे के मामले में एक दूसरे के साथ अधिव्यापन करते हैं लेकिन ये कुछ प्रकार की गतिविधियां हैं जो कॉग्निटिव स्तर के एनालाइज के तहत प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक हैं आइए हम वास्तव में उन कुछ विषयों से उदाहरण देते हैं जिनसे हम निपटते हैं विशाल स्मारकों के निर्माण के पीछे मुगल शासकों के उद्देश्यों का पुनर्निर्माण केरल में महिला सशक्तीकरण में कुदुम्बश्री की भूमिका का विश्लेषण जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के खिलाफ और इसके लिए संरचना प्रमाण पहचानें एमिली डिकिंसन की कविताओं में आत्मकथात्मक तत्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका की जाँच करते हैं इनमें से कई सवालों के लिए हम एक पूर्वनिर्धारित उत्तर तैयार कर सकते हैं या कुछ के लिए पाठ्यपुस्तक में एक विशेष तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि आप पुन पेश कर सकते हैं जबकि प्रश्न की प्रकृति विश्लेषण में संबंधित की तरह दिख सकती है लेकिन वास्तविकता में यह केवल याद रखना बन जाएगा इसका उत्तर और इसे पुन प्रस्तुत करना और यह सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ होगा अर्थात् यदि प्रश्न पूर्वानुमेय है और यदि आप पहले से ही प्रश्नों के एक सेट के लिए उत्तर जानते हैं तो आपने पूरी तरह से सभी प्रश्नों को प्रभावी ढंग से रिमेंबर की श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है भले ही वह जिस तरह से कहा गया हो अब ये एनालाइज की श्रेणी से संबंधित कुछ सामान्य प्रकार के प्रश्न हैं आप क्या सबूत पा सकते हैं क्या मकसद है कैसे से संबंधित है प्रस्तुत सामग्री में विषय क्या है इसमें कौन सी घटनाएं घट सकती हैं अगर ऐसी और ऐसी बात हुई तो अंत क्या हो सकता है अंतर्निहित विषय क्या था आप अन्य संभावित परिणामों के रूप में क्या देखते हैं ऐसे बदलाव क्यों हुए क्या आप बता सकते हैं कि कब क्या हुआ होगा क्या कुछ समस्याएं हैं पीछे के कुछ मकसद क्या थे खेल में मोड़ क्या था क्या समस्या थी इसलिए व्यक्ति इस तरह के सामान्य प्रश्नों का उपयोग कर सकता है और अपने स्वयं के विषयों के संबंध में विवरण भर सकता है अब हम अगले कॉग्निटिव स्तर पर आते हैं अर्थात् ईवैल्यूवेट करते हैं ईवैल्यूवेट इस शब्द का प्रयोग भी एक सामान्य तरीके से किया जाता है लेकिन यहाँ हम ईवैल्यूवेट के लिए एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ रखते हैं इवैल्यूएशन उन मानदंडों और मानकों के आधार पर निर्णय ले रहा है जहां आप निर्णय ले रहे हैं लेकिन ये निर्णय तदर्थ नहीं हैं लेकिन वे मानदंड और मानकों पर आधारित हैं ये मानदंड जो हम उपयोग करते हैं उनमें गुणवत्ता प्रभावशीलता दक्षता स्थिरता शामिल हो सकते हैं आपके पास कई ऐसे मापदंड हो सकते हैं जो हमारे पास हो सकते हैं इसी तरह मानक या तो मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं इसलिए जब आप कोई निर्णय कर रहे होते हैं तो आपको केवल एक मानदंड से निपटना पड़ सकता है उस स्थिति में यह बहुत सरल हो जाता है लेकिन कई मामलों में हमारे पास कई मापदंड हो सकते हैं और फिर इसमें दो उप प्रक्रियाएं हैं चेक और क्रिटीक चेक परीक्षण कर रहा है पता लगा रहा है निगरानी कर रहा है और समन्वय कर रहा है जबकि क्रिटीक में आप न्याय कर रहे हैं अब आप क्या न्याय करते हैं सटीकता पर्याप्तता उपयुक्तता स्पष्टता सामंजस्य पूर्णता स्थिरता शुद्धता विश्वसनीयता संगठन तर्कशीलता तर्क संबंध महत्व मानक उपयोगिता वैधता मूल्य मापदंड और प्रक्रियाएं अब कुछ सामान्य पाठ्यक्रमों से नमूना गतिविधियां मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों के प्रावधानों की वैधता की जांच करें जलवायु परिवर्तन पर अधिकतम प्रभाव डालने वाले निम्न कारकों में से चयन करें कार्बोनेटेड शीतल पेय पेप्सी और कोक मोटर सेल फोन और फास्ट फूड एक ट्रांसेंडैंटलिस्ट पाठ के रूप में थोरो का वाल्डेन Thoreau's Walden अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने में राजकोषीय नीति के महत्व को सत्यापित करें क्यों निराला द्वारा की गई कविता थोथी पथर को आधुनिक हिंदी कविता का मील का पत्थर माना जाता है और फिर से आने वाले सामान्य प्रश्न इस प्रकार हैं आप क्या सलाह देंगे आप कार्यों का बचाव करने के लिए क्या कहेंगे आपने क्या विकल्प चुना होगा आप कैसे रेट करते हैं वहाँ एक बेहतर समाधान है और मूल्य का न्याय क्या आप अपनी स्थिति का बचाव कर सकते हैं क्या आप ऐसा सोचते हैं और ऐसी बात अच्छी या बुरी है आपने कैसे संभाला होगा आप इस तरह की और ऐसी चीजों में क्या बदलाव सुझाएंगे क्या आप ऐसे हैं और ऐसे व्यक्ति हैं अगर आपको कैसा लगेगा कितने प्रभावी हैं तो ये कुछ नमूना प्रश्न हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं और उन्हें अपने विषयों से संबंधित कर सकते हैं और आप बिंदुओं में भर सकते हैं और आपके पास आपके विषय से संबंधित प्रश्नों के इवेल्युवेट का एक पूरा समूह होगा अब हम अंतिम छठे कॉग्निटिव स्तर पर आते हैं अर्थात् क्रिएट हैं एक सुसंगत या कार्यात्मक पूरे बनाने के लिए तत्वों को एक साथ रखना शामिल है यह अस्पष्ट दिखता है लेकिन अगर कुछ तत्व हैं तो आप उन्हें कुछ के साथ जोड़ सकते हैं जो किया गया है उससे पूरी तरह से अलग आइए हम कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप एक कुर्सी बनाएं इसका अपना संस्करण और मैं आपको वह सामग्री दूंगा जो आप मांगते हैं कुर्सी हमारे लिए कुछ अज्ञात नहीं है लेकिन फिर भी मैं उन्हें पूरी तरह से अलग तरीके से एक साथ रखने में सक्षम हो सकता हूं इसलिए मैं एक नया ढांचा बना रहा हूं नया कार्यात्मक संपूर्ण जो एक सरल उदाहरण है जबकि इसमें ऐसे उद्देश्य शामिल हैं जो अद्वितीय उत्पादन के लिए मांग करते हैं उन उद्देश्यों को संदर्भित करते हैं जो उत्पादन के लिए मांग रहे हैं और जो छात्र कर सकते हैं अब फिर से इसमें तीन उप प्रक्रियाएं हैं एक जेनरेटिंग या जनरेट होता है प्लान और तीसरा प्रोड्यूस होता है अब एक साधारण बात जेनरेटिंग मैं एक नई परिकल्पना उत्पन्न कर सकता हूं मैं पहले से ही किए गए की तुलना में वस्तुओं के सेट को पूरी तरह से अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकता हूं मैं अवधारणाओं को वर्गीकृत कर सकता हूं मैं मॉडल को वर्गीकृत कर सकता हूं मैं एक पूरी तरह से नई व्याख्या उत्पन्न कर सकता हूं मैं एक परिकल्पना उत्पन्न कर सकता हूं मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं मैं एक नए सिद्धांतों के साथ सामने आ सकता हूं और मैं एक समस्या भी बना सकता हूं और मैं नया प्रश्न उठा सकता हूं उदाहरण के लिए सवाल उठाना सवाल पैदा करना किसी भी शोध की मूलभूत गतिविधियों में से एक है यदि आप पहले प्रश्न उत्पन्न करने में सक्षम हैं और यदि वे अच्छे प्रश्न हैं तो उनके लिए उत्तर खोजना निम्न प्रकार है लेकिन प्रश्न उठाना प्रमुख कदम है जो आप करेंगे आप कहानियाँ भी लिख सकते हैं आप कविताएँ लिख सकते हैं आप इन सभी सिद्धांतों का प्रस्ताव कर सकते हैं ये वे सभी हैं जिन्हें हम जेनरेट गतिविधियों के तहत क्रिएट में आते हैं अब प्लान प्लान का शाब्दिक अर्थ कुछ ऐसी चीज़ खींचना है जिसका उपयोग वास्तव में कुछ बनाने के लिए आधार के रूप में किया जाता है कि आप एक इमारत के लिए एक प्लान बना रहे हैं आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद डिजाइन करने के लिए एक प्लान बनाते हैं तो प्लान या डिज़ाइन दोनों का मतलब समान है लेकिन डिज़ाइन या प्लानिंग का आउटपुट कुछ बनाने के लिए एक संपूर्ण दस्तावेज़ है और यह वह जगह है जहाँ कोई दो डिज़ाइन नहीं हैं एक दूसरे के करीब लेकिन अगर दो शिक्षार्थियों को कुछ डिज़ाइन करने के लिए कहा जाता है उनके बीच कुछ अंतर इस हद तक होगा कि हर एक अपने खुद के कुछ बना रहा है और फिर एक डिज़ाइन से जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो आप कुछ बना रहे हैं जबकि कुछ आप कुछ संशोधित कर रहे हैं या आप कुछ बना रहे हैं तो कोई भी दो निर्माण समान नहीं होंगे इस हद तक आप बना रहे हैं उदाहरण के लिए आप एक छोटा नाटक तैयार कर रहे हैं जब आप वास्तव में एक स्क्रिप्ट को एक नाटक में अनुवाद कर रहे होते हैं और वास्तव में इसे दर्शाते हैं तो आप अपना संस्करण तैयार कर रहे होते हैं तो आप कुछ बना रहे हैं तो ये तीन उप प्रक्रियाएं हैं जो कॉग्निटिव स्तर क्रिएट में शामिल हैं कुछ उदाहरण पश्चिमी घाट में ऊर्जा प्रवाह दिखाते हुए एक प्रवाह चार्ट डिज़ाइन करते हैं आणविक डॉकिंग की समस्या को हल करने के लिए एक कुशल समानांतर एल्गोरिदम विकसित करें किसी दिए गए इलाके में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित गतिविधियों की एक तस्वीर का निर्माण करें तो ये कुछ क्रिएट के नमूने हैं और नमूना सामान्य प्रश्न डिजाईन ए टू और मुझे लगता है कि यह किसी भी विषय पर लागू किया जा सकता है जो विशेष रूप से सामान्य प्रश्न हो के बारे में एक गीत लिखें जाहिर है अगर आप किसी भी साहित्य में हैं तो किसी भी भाषा में कोई भी व्यक्ति यह सवाल पूछ सकता है यदि आपके पास सभी संसाधनों तक पहुंच है तो आप इस तरह की चीज़ से कैसे निपटते हैं एक संभावित समाधान देखें से निपटने के लिए अपने तरीके से इजात करें आप कितने तरीके से कर सकते हैं के लिए नए और असामान्य उपयोग बनाएं स्वादिष्ट पकवान के लिए एक नया नुस्खा बनाएं एक प्रस्ताव विकसित करें जो कुछ आवश्यकताओं को पूरा करे अब हमने सभी छह कॉग्निटिव स्तरों को देखा लेकिन लोग उन चीजों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें हाय ऑर्डर ऑफ लर्निंग दीप लर्निंग या मीनिंगफुल लर्निंग कहा जाता है उन सभी को विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया जाता है लेकिन लगभग एक ही अर्थ भी होता है अप्लाई के लिए दो उप प्रक्रियाएँ एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट हैं इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट की तुलना में थोड़ा अधिक है क्योंकि इंप्लीमेंट में आपको यह तय करने की आवश्यकता होती है कि आपको किस विशेष प्रक्रिया को लागू करने की आवश्यकता है और फिर प्रक्रिया को लागू करें यही कारण है कि अप्लाई के स्तर पर इंप्लीमेंट एनालाइज ईवैल्यूवेट क्रिएट आप कह सकते हैं कि तीन और आधे कॉग्निटिव स्तर को आमतौर पर हाय ऑर्डर ऑफ लर्निंग दीप लर्निंग या मीनिंगफुल लर्निंग रूप में संदर्भित किया जाता है ध्यान रखें सभी विषय जो आप के साथ काम कर रहे हैं या जिस स्तर पर आप किसी विषय के साथ काम कर रहे हैं उन्हें सभी छह कॉग्निटिव स्तरों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जो कि विषय की प्रकृति है यह केवल एक निश्चित संख्या में कॉग्निटिव स्तरों तक सीमित है उनमें से सभी नहीं यह अनिवार्य नहीं है कि हर कोर्स को सभी छह कॉग्निटिव स्तरों पर निपटाया जाए अब आइए इन दो शब्दों पर गौर करें जैसे कि आलोचनात्मक सोच और समस्या का समाधान मुझे पढ़ने दें कि यह औपचारिक रूप से क्या कहा गया है आलोचनात्मक सोच गहरी अंतरराष्ट्रीय और संरचित सोच प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसका उद्देश्य सामने आने वाली चुनौतियों के लिए मूल और रचनात्मक समाधान बनाने के उद्देश्य से सूचना अनुभव अवलोकन और मौजूदा ज्ञान का विश्लेषण और अवधारणा करना है यह आलोचनात्मक सोच की एक उच्च ऊँचाई और बहुत उच्च स्तर की परिभाषा जैसा दिखता है थोड़ी अधिक सुलभ परिभाषा इस मायने में व्यवस्थित सोच और व्यवस्थित है कि प्रस्तावित समाधान की जांच करते समय यह सिस्टम के अन्य हिस्सों पर इसके प्रभाव और परिणामों की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम के एक स्तर पर समाधान कहीं और चुनौतियों का निर्माण नहीं करता है आइए हम आलोचनात्मक सोच की कुछ और विशेषताओं को देखें गंभीर रूप से सोचने के लिए एक सकारात्मक खुली और निष्पक्ष मानसिकता की आवश्यकता होती है जो उपलब्ध जानकारी की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम हो और उनके द्वारा लाई गई निर्धारित धारणाओं और सीमाओं से अवगत हो आलोचनात्मक सोच इसे सुधारने की दृष्टि से सोच का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की कला है आलोचनात्मक सोच का एक गैर उदाहरण यदि आप कहते हैं कि आम तौर पर दो या दो लोग अलग अलग पार्टी की विचारधारा वाले लोग होते हैं जब वे अखबार के आइटम पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से वे आलोचनात्मक सोच की किसी भी विशेषता का पालन नहीं करते हैं यह आलोचनात्मक सोच का एक गैर उदाहरण है लेकिन जब उदाहरण के लिए कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है जैसा कि आप इन सभी में देख सकते हैं कि आप जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं तो आप भी मूल्यांकन कर रहे हैं तो जो होता है वह अंतिम विवरण दर्शाता है कि विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना और यदि आप चाहते हैं क्योंकि आपको बेहतर समाधान के साथ आने की उम्मीद है जो आप भी बना रहे हैं इसलिए आलोचनात्मक सोच में एनालाइज वैल्युएट और क्रिएट की गतिविधियाँ शामिल होंगी उस सीमा तक उस अर्थ में आलोचनात्मक सोच को मोटे तौर पर एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत रखा गया है लेकिन अगर कोई व्यक्ति आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करना चाहता है तो एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी को कोई आपत्ति नहीं है अनिवार्य रूप से यह दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की उप प्रक्रियाओं का एक निश्चित संयोजन शामिल है आप केवल यह स्वीकार कर रहे हैं और संयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्वविद्यालयों की संख्या से प्रोफेसरों की एक बड़ी संख्या द्वारा एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसे क्रिटिकलथिंकिंग ओआरजी criticalthinkingorg कहा जाता है जहां उनका लक्ष्य विभिन्न संदर्भों में आलोचनात्मक सोच की प्रकृति को समझना है और वास्तव में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है उनके पास बड़ी संख्या में प्रकाशन हैं जो इस पर एक नज़र डाल सकते हैं अब समस्या को हल करने के लिए आते हैं यदि आप साहित्य को देखते हैं तो समस्या को हल करना केवल अप्लाई की श्रेणी के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन कभी कभी लोग समस्या को सुलझाने के बारे में बहुत व्यापक अर्थों में बात करते हैं और जहां अप्लाई एनालाइज वैल्यूवेट और क्रिएट प्रक्रियाएं हैं तो उस हद तक समस्या को हल करना ब्लूम के छह कॉग्निटिव स्तरों के तहत भी निर्धारित है किसी ने समस्या हल करने का कर प्रस्ताव रखा यदि आप नियमित समस्या को हल करते हुए कहते हैं कि अध्याय की समस्याओं के अंत जैसी दिनचर्या कुछ है तो यह केवल अप्लाई है और आप कह सकते हैं कि आप कुछ शर्तों के तहत किसी विशेष समस्या को हल करने की विधि का चयन कर रहे हैं तो आप इसे निदान कह सकते हैं और इसमें अप्लाई एनालाइज शामिल हैं और फिर आप उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि रणनीति का अर्थ होगा कि आपके पास हल करने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं लेकिन अब आप इन विधियों का उपयोग करने के विभिन्न आदेशों का उपयोग कर प्रयोग कर रहे हैं जिसमें एनालाइज और ईवैल्यूवेट शामिल होगा और आप हल करने की एक निश्चित विधि की व्याख्या कर रहे हैं तो इसमें कई उच्च कॉग्निटिव स्तर भी शामिल होंगे या आप हल करने का एक नया तरीका उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ आपके पास कई उच्च कॉग्निटिव स्तर भी हैं इसलिए जिस भी तरीके से आप समस्या को देख रहे हैं उसमें शामिल सभी प्रक्रियाओं को एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत शामिल किया गया है अब हम यह सुनिश्चित करने का सुझाव देते हैं कि आप वास्तव में इन सभी अवधारणाओं को आंतरिक रूप से देखते हैं आपके द्वारा सिखाए गए या सीखा पाठ्यक्रमों से गतिविधियों के दो उदाहरण दें जो कॉग्निटिव स्तरों से संबंधित गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं अप्लाई एनालाइज इवेल्युवेट और क्रिएट हैं और जैसा कि हमने कहा कि एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी कुछ निरपेक्ष नहीं है आपको क्या लगता है कि एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी की सीमाएं हैं या दो उदाहरण दें अगर आपके पास एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ विचरण पर हैं प्रशिक्षक के साथ अपने उत्तर साझा करने के लिए धन्यवाद और अगली इकाई 10 में हम ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों की प्रकृति को देखते हैं जिसमें तथ्यात्मक वैचारिक प्रक्रियात्मक और रूपक शामिल हैं ये एक ही एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत ज्ञान की चार श्रेणियां हैं जो कि ज्ञान आयाम इकाई 10 में पता लगाया जाएगा